आइए हम इस रेखा आरेख पर वापस चलते हैं यह एक रेखा आरेख है मैं इसे विश्लेषण के लिए उपयोग कर सकता हूं l इसलिएअगली चीज जो मुझे करनी है वह इस स्ट्रक्चर का विश्लेषण करना है l इसलिए आइए अभी के लिए मेरे पास एक फोर्स P यहां पर वर्टिकली काम कर रहा है विश्लेषण से पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि यहां पर सभी डायमेंशन क्या हैं l तो आइए हम इसे समाप्त करते हैं l जब भी हम उदाहरण देते हैं हम अच्छे सरल उदाहरण देते हैं आप से कठिन समस्याएं पूछते हैं लेकिन हम एक प्रतिरूप उदाहरण लेना चाहते हैं l तो यहां पर उस प्रतिरूपता के नुकसान के बिना मान लीजिए मेरे पास BE और AB की एक समान लंबाई हैं और इसके बाद यह ऊंचाई भी ऐसी है की इसकी लंबाई भी L है l तो यह क्या होगा यह ऊंचाई है सपोर्ट से लगने वाली आवश्यक अभिक्रियाएं l यहां पर सपोर्ट कहां पर हैं

यदि मेरे को सपोर्ट से अभिक्रियाएं प्राप्त करनी है एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं जानता हूं मेरे को इन सपोर्ट को हटाना होगा और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मतलब की जो इन सपोर्ट से रहित है l आइए इस अभ्यास को पहले चरण के रूप में करें

बाहरी फोर्स के अलावा जो कि हमें पहले से ही मालूम है यह दो फोर्स हैं जोकि इस पर लगे हुए हैं l यदि आप इस फ्री बॉडी का अवलोकन करते हैं और पूछते हैं कि मैं कितनी समीकरण लिख सकता हूं ठीक है मैं कर सकता हूं क्योंकि यह तीनों फोर्स E पर कोइन्सिडेंट हैं आप देख सकते हैं कि E से BE निकल रही है DE निकल रही है फोर्स E के साथ मिल रहा है जिसका मतलब है कि यह तीनों फोर्स कोइन्सिडेंट फोर्स हैं l और इसलिए मैं अलग से कोई मोमेंट की समीकरण नहीं लिख सकता हूं मेरे पास केवल दो समीकरण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज साम्यवस्था के लिए होंगी l अगर मैं x को क्षैतिज और y को वर्टिकल के रूप में लेता हूं इस तरह मैं अब y दिशा में कुल फोर्स 0 के बराबर लिख सकता हूं x दिशा में कुल बल 0 के बराबर है मान लीजिए कि यह कोण है जो यहाँ ज्यामिति से ज्ञात किया जा सकता है इस विशेष मामले में हम पहले से ही जानते हैं कि यह कोण 60° के बराबर है l अब मैं किसे चुनूंगा क्षैतिज साम्यवस्था और फिर ऊर्ध्वाधर साम्यवस्था या अन्य तरीके से यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है मान लीजिए मैं क्षैतिज साम्यवस्था लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा मेरे पास BE होगा जोकि पॉजिटिव दिशा में लग रहा है l तो मैं इसे पॉजिटिव के रूप में लिखने जा रहा हूं और DE का एक घटक x की दिशा में हैं जो कि फिर से पॉजिटिव भाव के साथ DE cos 60° के बराबर है यहां इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है यह 0 के बराबर होता है तो यह वह समीकरण है जो मुझे प्राप्त हो सकती है l दूसरी समीकरण ऊर्ध्वाधर साम्यवस्था से संबंधित है ऊपर की ओर पॉजिटिव है जिसका मतलब है की स्टैटिक साम्यावस्था के लिए है l इन दोनों समीकरणों को मैं BE और DE के लिए हल कर सकता हूं l अब सबसे पहले मैं हल करने के लिए किसका उपयोग करूंगा जाहिर है कि इस समीकरण में BE और DE भाग लेते हैं जबकि इस समीकरण में केवल DE भाग लेता है और इसलिए मैं इसको पहले हल करूंगा और तब इसके लिए जाता हूं l लेकिन यही एक कारण है जिसके लिए मैंने से शुरुआत की है और इसके बाद l तो यह पसंद की बात है कि आप किस क्रम में जाएंगे ताकि हम सरल तरीके से हल कर सकें अगर मैंने इससे शुरुआत की होती तो मुझे केवल इन दोनों के बीच संबंध मिलेगा और फिर मुझे यह पता लगाने के लिए इस समीकरण का उपयोग करना होगा कि कि इनमें से प्रत्येक क्या है इस पर वापस जाकर हम इस फ्री बॉडी को देखते हैं और इस फ्री बॉडी से यह पता लगाना संभव था कि इस विशेष मेंबर BE और मेंबर DE पर कार्य करने वाला फोर्स क्या है इसी प्रकार से इन फ्री बॉडीज में से प्रत्येक के लिए मैं यह कर सकता हूं l तो मेरे पास अब प्रत्येक जॉइंट के लिए फ्री बॉडीज हैं मैं बस वही लिखने जा रहा हूं मैंने अनिवार्य रूप से क्या किया है मैंने इस प्रकार समाहित किया है जिससे मैं इनमें से प्रत्येक जॉइंट को अलग कर दूं l इसलिए मेरे पास प्रत्येक जॉइंट से जुड़े हुए फ्री बॉडी हो सकते हैं l इसलिए मैं उन्हें जॉइंट के फ्री बॉडी के रूप में बुलाने जा रहा हूं जिनका की मेंबर में फोर्सेज के लिए हल करने के लिए उपयोग किया जाता है l इस बात की क्या गारंटी है कि यह विशेष फ्री बॉडी एक स्थाई बॉडी है या दूसरे शब्दों में यह इस विशेष फोर्सेज के समूह में जो कि यहां पर लग रहे हैं में यह स्थाई और अपरिवर्तित है l हम इसे स्थगित कर देंगे और इसे अलग से एक क्लिपिंग में देखेंगे ऐसा तरीका जहां मैंने जॉइंट का फ्री बॉडी या जॉइंट से जुड़े हुए फ्री बॉडी का उपयोग मेंबर्स में फोर्सेज को प्राप्त करने में किया है उसका मैं यहां सूत्रपात करने जा रहा हूं मेंबर का आंतरिक फोर्स या केवल मेंबर आंतरिक फोर्सेज को मेथड ऑफ़ जॉइंटस कहा जाता है l अब इस विशेष मामले में मैं A B C D और E का फ्री बॉडी बना सकता हूं l इसलिए मैं सभी मेंबर के फोर्सेज के लिए इनको हल कर सकता हूं लेकिन मेरे को यह स्पष्ट नहीं है की मैं कहां से शुरू करूं क्या मैं B से शुरू करूं क्या मैं D से शुरू करूं C से यह सवाल है जोकि उठेगा l आप क्या सोचते हैं इसको चुनने के लिए आप क्या मापदंड अपनाएंगे यह उन समस्याओं में से एक है जिनका सामना कई छात्रों को करना पड़ेगा तो सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं जांच करना है यदि आप इस विशेष जॉइंट E को देखते हैं मेरे पास BE और DE अज्ञात मेंबर फोर्सेज के रूप में लग रहे हैं l क्या यहां पर कोई और भी अज्ञात है नहीं और प्रत्येक जॉइंट के लिए मैं कितनी समीकरण लिख सकता हूं l अगर मैं इस पर वापस आता हूं मैं प्रत्येक जॉइंट के लिए 2 समीकरण लिख सकता हूं और इसलिए यदि मैं दो अज्ञात के लिए दो समीकरण बनाने में सक्षम हूं तो मैं उन अज्ञात के लिए इनको सीधे हल कर सकता हूं l इस पर वापस जाते हुए यदि और इसलिए मैं जो पहला प्रयास करूंगा वह यह पता लगाना है कि क्या केवल 2 मेंबर फोर्सेज के साथ कोई जॉइंट है l वे क्या हैं E A ऐसे दो जॉइंटस जिनमें केवल दो मेंबर फोर्स हैं l इनसे मुझे क्या पता चलेगा मैं B का पता लगा पाऊंगा मैं DE का पता लगा पाऊंगा मैं AC का पता लगा सकूंगा और मैं AB का पता लगा सकूंगा अब यदि मैं यह प्रश्न पूछूँ कि आगे क्या है तो मैं इनमें से किसी एक के पास जाऊँगा और प्रश्न पूछूँगा कि यहाँ अभी भी कितने अज्ञात हैंl क्योंकि यह पहले से ही ज्ञात है उनमें से दो यहां अज्ञात हैं क्योंकि यह पहले से ही ज्ञात है कि उनमें से दो अज्ञात हैं चूंकि ये दोनों पहले से ही ज्ञात हैं ये दोनों अज्ञात हैं और इसलिए वे वास्तव में एक दूसरे के साथ समान महत्व रखते हैं लेकिन अगर मैं इस विशेष जॉइंट को लेता हूं तो कोई बाहरी फोर्स नहीं होते हैं और इसलिए C या B की तुलना में यह करना आसान होगा l तो साम्यावस्था लेने का अगला विकल्प D होगा और स्वभाविक रूप से दूसरा P या B होगा विकल्प P हो सकता है यदि मैं ऊर्ध्वाधर साम्यवस्था को ले रहा हूं जहां P सीधे आ जाएगा यहां मेरे को घटकों को लेना है l ध्यान रहे यदि मैं D को लेता हूं तो मैं इन दोनों का पहले ही पता लगा चुका होता केवल एक जो बचा होता वह यहां है और यदि मैं C को लेता हूं मुझे यह पता चल जाएगा कि B की साम्यवस्था अनावश्यक है और इस तरह में सभी मेंबर के फोर्सेज के लिए हल करूंगा l क्या यह स्पष्ट है

आइए मैं इनको इनसर्किल कर देता हूं जिससे कि आपको एक अवधारणा मिल जाए l आइए अब हम इस मेंबर BE को लेते हैं l मैं इसको दोनों तरफ से काट दूंगा फोर्स को अनावृत करता हूं याद रखें कि यह बराबर और विपरीत हैं l यहां पर किस प्रकार का आंतरिक फोर्स कार्य कर रहा है यह एक टेंशन फोर्स है l यहां के बारे में क्या है

यह एक आंतरिक फोर्स है यदि यह माइनस के रूप में मिलती है तो यह भी माइनस के बराबर ही होनी चाहिए l जब मैं इसको D पर हल करता हूं तो यह विशेष दिशा को इसी प्रकार लेता हूं और मेग्नीट्यूड को की तरह से ही लिया जाता है l यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है l यदि यह साइन कन्वेंशन जब तक ठीक से नहीं किया जाता है तो आपको जो परिणाम मिलते हैं वह सही नहीं हैं l आपका धन्यवाद l